इस मॉड्यूल में हम ग्लेजिंग और शेडिंग सिस्टम को देखेंगे अभी तक हमने अपारदर्शी भाग पर ध्यान दिया था अब हम ग्लेजिंग और शेडिंग सिस्टम पर अधिक बारीकी से ध्यान देंगे हम ग्लेजिंग के तापीय गुणों के बारे में बात करेंगे जो महत्वपूर्ण है फिर हम शेडिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे मुख्य रूप से शेडिंग सिस्टम के डिजाइन के बारे में बात करेंगे तो ग्लेजिंग सिस्टम की तापीय दक्षता को कौन सी चीजें निर्धारित करती हैं पहली चीज निश्चित रूप से कांच का थर्मल ट्रांसमिटेंसहै वैसे ही जैसे हम दीवार के थर्मल ट्रांसमिटेंस के बारे में बात करते हैं दीवार का यू मूल्य लेकिन इसमें सबसे ज्यादा संदर्भित करने वाली चीज कांच का थर्मल ट्रांसमिटेंस है अगला महत्वपूर्ण कारक कांच के माध्यम से सौर गर्मी लाभ है इस महत्वपूर्ण कारक की सीमा 0 से 1 के बीच होती है इस कारक को हम और ध्यान से देखेंगे यह आपको बताता है कि कंडक्टिव हीट ट्रांसफर के अलावा कितनी रेडिएंट हीट एक विशिष्ट प्रणाली के अंदर आती है अगला फ्रेम का थर्मल ट्रांसमिटेंस हैजो कांच जितना ही महत्वपूर्ण है और आखरी चीज पूरी ग्लास फ्रेम असेंबली की वायु रोधकता है कितने अच्छे से आपने ग्लेजिंग सिस्टम को बंद किया हुआ है जैसी हमने पिछले मॉड्यूल में चर्चा की थी यदि बाहर से अंदर की ओर रिसाव होगा तो गर्मी का लाभ या नुकसान होगा जैसे जब आप अपनी इमारत को गर्म करेंगे गर्म हवा बाहर चली जाएगी अनचाहा ऊष्मा का लाभ और हानि होगी जिससे शीतलन या ऊष्मन भार काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे तो 4 मापदंड है दूसरी चीजों के अलावा यह चार सबसे महत्वपूर्ण है पहला यू मूल्य या थर्मल ट्रांसमिटेंस है दूसरा कांच के माध्यम से सौर गर्मी लाभ है और तीसरा फ्रेम का थर्मल ट्रांसमिटेंस है और आखिर में ग्लास फ्रेम असेंबली की वायू रोधकता है पहले ग्लेजिंग का यू मूल्य यह पहली विशेषता है जिसे हम आमतौर पर संदर्भित करते हैं यह कंडक्शन के माध्यम से गर्मी का स्थानांतरण है जैसा कि हमने अपारदर्शी दीवार प्रणाली में देखा था कल्पना कीजिए आपके पास एकल ग्लास प्रणाली है जिसमें 6 मिमी मोटा कांच है फिर आपके पास खाली जगह के बाद डबल ग्लास सिस्टम है या डीजीयू या डबल ग्लास यूनिट तो यह 6 मिमी है यह 12 मिमी और फिर से 6 मिमी है तो जैसे ही आप परतों की संख्या बढ़ाते हैं या ट्रिपल ग्लास सिस्टम लेते हैं इसमें एक परत और जोड़ देते हैं तब आपका यू मूल्य नीचे आना शुरू हो जाएगा यह आपको बताता है कि कितना कंडक्टिव गर्मी का प्रवाह हो रहा है तो यह परत महत्वपूर्ण है इसके बाद खाली जगह है जिसका कंडक्टिव गुण अलग है इस खाली जगह में अगर आर्गन गैस भरी है तो आपका यू मूल्य और ज्यादा नीचे आ जाएगा आगे ऐसी अगली परत अगली परत और एक और परत हो सकती है जो यू मूल्य को कम करेगी बाहर और अंदर के फिल्म कोफिशिएंट के अलावा तो जितनी ज्यादा परत होती है या ग्लास की मोटाई बदलती है या खाली जगह में क्या भरा हुआ है सादी हवा भरी हुई है या अक्रिय गैस जैसे आर्गन भरी हुई है इससे आपका यू मूल्य बहुत बदलता है एक हवा से भरा हुआ एक आर्गन गैस से भरा हुआ और एक वैक्यूम इंसुलेटेड सिस्टम की आपस में तुलना करें तो यू मूल्य काफी कम होता चला जाता है इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण कारक सोलर हीट गेन कोफिशिएंट है जिसे एस एच जी सी से संबोधित किया जाता है कुछ पुरानी संहिता या मानक पाठ इसको एस सी या शेडिंग कोफिशिएंट से संबोधित करते हैं हम इस संबंध को देखेंगे यह आपको कांच से सोलर गर्मी लाभ और कुल सौर विकिरण का अनुपात देता है क्या होता है जब सौर किरणें कांच पर पड़ती हैं यह सीधी प्रसारित अवशोषित और पुनः प्रसारित सौर ऊर्जा का हिस्सा है जैसे ही आपको सौर विकिरण का छोटी तरंग विकिरण मिलता है कांच इस विकिरण का कुछ हिस्सा आगे प्रसारित कर देता है कुछ हिस्सा अवशोषित कर लेता है और कुछ हिस्सा पुनः प्रसारित कर देता है प्रभावी रूप से इसे एस एच जी सी या सोलर हीट गेन कोफिशिएंट नामक संख्या का उपयोग करके दिया जाता है इसकी सीमा 0 से 1 होती है यह जितनी कम होगी या 0 के करीब होगी है उतनी ज्यादा ग्लेज़िंग सिस्टम की दक्षता होगी आज हम अत्यधिक कुशल लो ई या कम उत्सर्जक ग्लेजिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे लेकिन उनका एसएचजीसी 015 या 025 के आस पास होगा और यह काफी कुशल होगा एक परत वाले ग्लेजिंग सिस्टम में इसका मान 07 या 08 के आस पास होगा इसका अर्थ है कि रेडिएंट हीट ज्यादा मात्रा में बाहर प्रसारित हो रही है अगर हम इस ग्लेजिंग सिस्टम से तुलना करें तो तो इसके क्या मायने हैं कल्पना करें आप एक ठंडे जलवायु क्षेत्र में एक भवन का डिजाइन कर रहे हैं जैसे श्रीनगर जहां परिवेश का तापमान बहुत ठंडा हो रहा है और आप अपने भवन को अंदर से गर्म कर रहे हैं गर्मी स्थानांतरण का प्राथमिक तरीका जो महत्व का है वह कंडक्टिव हैं क्योंकि आप इमारत को गर्म कर रहे हैं तो आप नहीं चाहते की गर्मी बाहर खो जाए परिवेश वास्तव में ठंडा है या कल्पना करें कि जमा हुआ है यह शून्य से 10 डिग्री नीचे है आप अपने भवन को गर्म कर रहे हैं और तापमान 20 डिग्री हो गया है और परिवेश का तापमान शून्य से 10 डिग्री नीचे है तो प्रवणता अंदर से बाहर की तरफ है इस मामले में आप अंदर से तो गर्म कर रहे हैं और बाहर बर्फ है मुख्य रूप से कंडक्टिव प्रवाह से ऊष्मा की हानि हो रही है दूसरी ओर गर्मियों में आप चाहते हैं कि सौर ऊर्जा लाभ सीधे आपको मिले क्योंकि तापमान बहुत ऊपर नहीं जाएगा सिवाय कुछ स्थितियों के लिए जहां गर्मी और सर्दी दोनों ही कठोर होते हैं ज्यादातर गर्मियों के सूरज का हमेशा स्वागत किया जाता है तो आप चाहेंगे कि ग्लेजिंग सतह ज्यादा हों और ज्यादा रेडिएंट गर्मी अंदर आए तो इस मामले में आप यू मूल्य मुख्य संकेतक के रूप में चाहेंगे एस एच जी सी भी महत्वपूर्ण हैक्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी इमारत जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाए जैसा कि हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट में देखा था जहां कांच छोटी तरंग विकिरण के लिए ज्यादा पारदर्शी होता है लेकिन जब आंतरिक सतह विकिरण को अवशोषित कर लेती है और फिर पुनः प्रसारित करती है तब कांच उन्हें बाहर नहीं जाने देता है इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं और हम नहीं चाहते कि यह हमारे भवन में हो तो इस मामले में हम कांच की रेडिएंट विशेषताएं या कांच के माध्यम से रेडियंट गर्मी स्थानांतरण को रोकने की कोशिश करते हैं कल्पना करें आप गर्म जलवायु क्षेत्र में भवन का डिजाइन कर रहे हैं अंदर का तापमान 24 डिग्री है या आप उसे 24 डिग्री पर बनाए रख रहे हैं और बाहर परिवेश का तापमान 45 डिग्री है आपके पास ग्लेजिंग सिस्टम है जिसमें दो कांच की परत है तो होता क्या है कि कंडक्टिव हीट लाभ के अलावा सीधा सौर गर्मी लाभ भी होता है जो रेडिएंट हीट गेन और भीतर की शीतलन कुशलता पर गहरा प्रभाव डालता है तो जब आप गर्म क्षेत्र के लिए डिजाइन करते हैं सोलर हीट गेन कोफिशिएंट महत्वपूर्ण कारक बन जाता है आप कोई भी भारतीय स्थान लें अधिकांश स्थान हल्के गर्म या गर्म है सिवाय उत्तरी भाग के जो बहुत ठंडा है सोलर हीट गेन कोफिशिएंट का प्रभाव यू मूल्य से ज्यादा होता है जो भी हमने परीक्षण या प्रयोग किए हैं उसमें हमने इसका प्रभाव ज्यादा पाया है उदाहरण के लिए जब मैं सोलर हीट गेन कोफिशिएंट को 08 से 02 तक ले कर आता हूं शीतलन ऊर्जा में भीषण कमी आती है और आराम की स्थिति में सुधार होता है यू मूल्य कम होने की तुलना में यू मूल्य भी महत्वपूर्ण है लेकिन सोलर हीट गेन कोफिशिएंट ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप गर्म जगह के लिए डिजाइन कर रहे हैं इसको दो चीजों से बेहतर किया जा सकता है पहला डायरेक्ट सोलर रेडिएशन को कम या खत्म करने से यहां आपके पास सूरज है अगर आपके पास एक शेडिंग डिवाइस है जो सौर विकिरण को काट रहा है तब वास्तव में आप इसका प्रदर्शन बेहतर कर सकते हैं आप कांच को कुछ नहीं कर रहे हैं यहां अभी भी कंडक्टिव गर्मी प्रवाह होगा लेकिन डायरेक्ट सोलर इंसीडेंट कट जाएगा जिससे रेडिएंट गर्मी का स्थानांतरण कम हो जाएगा यह खिड़की के माध्यम से सौर गर्मी लाभ को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करने का तरीका है इस मामले में हम एस एच जी सी को नहीं देखते हैं या फिर सिर्फ कांच या खिड़की को लेकिन हम कंपोजिट एस एच जी सी को देखते हैं जिसमें ग्लेजिंग और शेडिंग दोनों को महत्व दिया जाता है दूसरी तरह से देखे तो आप सिलेक्टिव या स्पेक्ट्रली सिलेक्टिव लेप के लिए जा सकते हैं जैसे हमने लो ई या कम उत्सर्जक कांच के बारे में बात की थी तो छायांकन प्रणाली के बजाय यह मैं आपको एक समाधान दे रहा हूं जहां उदाहरण के लिए यह एक व्यवसायिक इमारत का अग्रभाग है जहां डिजाइनर छायांकन प्रणाली के इस्तेमाल में इच्छुक नहीं है यह आपकी इमारत है यह अंदर का हिस्सा है और यह बाहर का आप इस विशेष ग्लेजिंग सिस्टम पर एक विशिष्ट परत लगाते हैं जो कम उत्सर्जक है आवश्यक रूप से यह एक चांदी की परत हो सकती है जो ननोपार्टिकल से संबंधित है यह क्या करता है कि यह स्पेक्ट्रली सिलेक्टिव है हमें पता है कि सौर विकरण में एक बड़ा स्पेक्ट्रम होता है जो अल्ट्रावायलेट से विजिबल से इंफ्रारेड तक जाता है पहले छोटी तरंग रेडिएशन होता है और पुनः प्रसारण के समय लंबी तरंग रेडिएशन होता है यह परत इस सतह पर लगाई जा सकती है या फिर इस सतह पर इनके साथ बदलाव संबंधित हैं हम आम तौर पर यहां पर लेप नहीं करते हैं क्योंकि यहां टूट फूट हो सकती है उसी वजह से यहां भी लेप नहीं करते हैं यह इस तरफ या इस तरफ किया जा सकता है आवश्यक रूप से यह लेप विजिबल रेडिएशन को अंदर आने देता है और छोटी तरंग रेडिएशन को परावर्तित कर देता है छोटी तरंग रेडिएशन परावर्तित हो जाते हैं और विजिबल स्पेक्ट्रम को अंदर आने दिया जाता है जिसका अर्थ है कि रोशनी अंदर आ जाती है और छोटी तरंग रेडिएशन बाहर रह जाता है अगर आप पुराने वक्त में 25 30 साल पहले जाते हैं जब लोगों को यह एहसास हुआ कि यह साफ कांच या ग्लेजिंग सिस्टम बहुत रेडिएटिव है इनकी वजह से बहुत ज्यादा ऊष्मा का लाभ होता है फिर वे लिपा या रंगा हुआ कांच उपयोग करने लगे यह कांसा या कोई और मिश्रित धातु का था जिसे कांच के साथ मिला दिया जाता था जिससे कांच गहरा हो जाता था परिणामस्वरूप क्या होता है ग्लास के माध्यम से रोशनी का ट्रांसमिटेंस भीषण रूप से कम हो जाता है कहते हैं अगर साफ ग्लास ट्रांसमिटेंस 07 या 08 है मतलब विजिबल लाइट ट्रांसमिटेंस वी एल टी लगभग 75 के आसपास होगा अर्थात रोशनी का 75 बिल्डिंग के अंदर ट्रांसमिट होता हैजिससे वास्तव में रोशनी ऊर्जा की खपत कम होगी या यह कहे कम लाइट बल्ब की आवश्यकता होगी जबकि आप इसे कम करना चाहते हैं स्पेक्ट्रली सिलेक्टिव लेप के बजाय अगर आप गहरे रंग का कांच कांस्य से रंगा हुआ कांच लगाते हैं तब आपके कांच का एस एच जी सी नीचे आ जाएगा 07 के बदले 05 हो जाएगा जबकि आपका विजिबल लाइट ट्रांसमिटेंस 30 हो जाता है तो सिर्फ 30 रोशनी अंदर आ सकती है लेकिन यह थोड़ा सा ही कम हुआ है तो यहां पर सुधार है लेकिन इसकी वजह से परेशानी होगी दूसरी तरफ जब आप लो ई कोटिंग या स्पेक्ट्रली सिलेक्टिव ग्लेजिंग का उपयोग करते हैं तो यह नहीं होता है यहां तक कि जब ग्लेजिंग का एस एच जी सी 02 होता है तब भी आप विजिबल लाइट ट्रांसमिटेंस 50 55 प्रतिशत तक प्राप्त कर सकते हैं और आधुनिक कोटिंग इससे भी ज्यादा मूल्य दे सकते हैं यह उत्पाद के प्रकार या कोटिंग के पदार्थ पर निर्भर करती है इसको संदर्भित करने का पारंपरिक तरीका शेडिंग कोफिशिएंट है कुछ डेटा शीट अभी भी इसको शेडिंग कोफिशिएंट से संबोधित करती है क्योंकि कुछ परीक्षण मानक शेडिंग कोफिशिएंट को मानते हैं एस एच जी सी को शेडिंग कोफिशिएंट से संबंधित किया जा सकता है जल्दी से गणना करने के लिए आप 085 का गुणा कर सकते हैं जब मैंने कहा था स्पेक्ट्रली सिलेक्टिव कोटिंग तो वास्तव में ऐसा होता है यह चित्रण मैंने एक अन्य पाठ्यपुस्तक से लिया है यह पूरा सौर स्पेक्ट्रम है यह अल्ट्रावायलेट से शुरू होता है यहां आपके पास विजिबल स्पेक्ट्रम है और फिर यह इंफ्रारेड विकिरण है यह पूरी प्रणाली की ट्रांसमिटेंस है स्पेक्ट्रली सिलेक्टिव कोटिंग के साथ ये वाला स्पेक्ट्रम वापस परावर्तित हो जाता है और ये वाला अंदर आने दिया जाता है तो अगर आप तरंगदैर्घ्य देखते हैं यह इस सीमा के अंदर तरंगदैर्घ्य को अंदर आने देता है यह बहुत सारी दिन की रोशनी को अंदर आने देता है लेकिन छोटी तरंग विकिरण भी अंदर आ रहे हैं दूसरे नंबर पर कांस्य से रंगी हुई ग्लेजिंग है यह विजिबल लाइट ट्रांसमिटेंस को बहुत ज्यादा कम कर देती है लेकिन यह छोटी तरंग विकिरण को भी कम करती है तो साफ ग्लास के लिए यहां विजिबल लाइट ट्रांसमिटेंस लगभग 85 है और सौर विकिरण ट्रांसमिटेंस या छोटी तरंग ट्रांसमिटेंस भी 85 है दूसरी ओर अगर आप स्पेक्ट्रली सिलेक्टिव या लो ई कोटेड के साथ जाते हैं यह पांचवा नंबर है तो आपको विजिबल लाइट ट्रांसमिटेंस अधिकतम 80 मिलेगा और आप छोटी तरंग विकिरण को 15 से 20 तक कम कर सकते हैं यह ग्लास पर कोटिंग और उसके रंग पर निर्भर करता है और बदलता रहता है इसलिए यह नियंत्रित करने में अधिक प्रभावी है लेकिन एक बात हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कोटिंग के प्रभाव के साथ यह संभव है लेकिन इसके अलावा शेडिंग प्रणाली के उपयोग से भी यह संभव है लेकिन स्रोत को ही काट देना अर्थात डायरेक्ट इंसीडेंस से बचाव इस विशेष रणनीति का उपयोग करने से बचना भी बहुत प्रभावी है ग्लेज़िंग प्रणाली को बेहतर दक्षता प्रदान करने के लिए यदि आप शेडिंग प्रणाली के लिए जाने में इच्छुक हैं तो यह अधिक प्रभावी और आर्थिक रूप से लाभदायक है मैंने व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सूची पत्र में से एक को संदर्भित किया है जो एक कंपनी का है बहुत सारी ग्लेज़िंग कंपनियां हैं हर किसी के पास इस जैसी एक व्यापक डेटा शीट है आमतौर पर अगर आप सुचीपत्र को देखेंगे तो आपको व्यावसायिक नाम मिलेंगे जो इस अनुभाग में महत्वपूर्ण नहीं है हमारे पास विजिबल ट्रांसमिटेंस सोलर ट्रांसमिटेंस और यू वी ट्रांसमिटेंस होगा कुछ लोग यह देते हैं लेकिन सब कुछ नहीं देते यहां हमारे पास विजिबल ट्रांसमिटेंस है इस विशेष ग्लास का विजिबल ट्रांसमिटेंस 76 है सोलर ट्रांसमिटेंस 48 है फिर आपके पास अंदर और बाहर की रिफ्लेक्टेंस है यह आपको बताता है कि जब आप इस विशेष ग्लास के आर पार देखते हैं तब आप खुद का प्रतिबिंब भी इसमें देख पाते हैं जब दूसरी तरफ ज्यादा उज्जवल नहीं होती है कल्पना करें आप रात में अपने कार्यालय में काम कर रहे हैं आप अपनी खुद की छवि देख पाएंगे अगर भीतरी रिफ्लेक्टेंस ज्यादा है फिर यहां पर यू मूल्य है जो सर्दियों के लिए है कुछ मानक सर्दियों का यू मूल्य देते हैं और कुछ गर्मियों का जो परीक्षण स्थितियों पर निर्भर करता है जब आप यू मूल्य कहते हैं तब आपको एन एफ आर सी नेशनल फेनेस्ट्रेशन रेटिंग काउंसिल यू एस का परीक्षण किया हुआ मानक यू मूल्य मिलेगा तो एक सेट बाहरी और भीतरी तापमान के लिए यू मूल्य की गणना की जाती है कुछ गणना की प्रक्रियाओं में अलग अलग स्थितियों में परीक्षण करना आवश्यक होता है लेकिन लगभग सभी सूची पत्र डाटा शीट एन एफ आर सी से परीक्षण किए हुए मानक यू मूल्य से मेल खाती हैं उसके बाद आपके पास शेडिंग कोफिशिएंट और एस एच जी सी है हम यह पहला ग्लास लेते हैं यह सिर्फ ग्लास है इसमें विजिबल ट्रांसमिटेंस 76 प्रतिशत है और लगभग 60 या 059 सोलर हीट गेन कोफिशिएंट एस एच जी सी है दूसरी तरफ अन्य ग्लास लेते हैं जिसका एस एच जी सी 022 है तो आप एस एच जी सी को पहले से आधे मूल्य पर ले आए हैं इस सूची में यू मूल्य लगभग बराबर रहता है हवा के साथ यहां यू मूल्य 03 है और यहां भी 03 है यू मूल्य में कोई बदलाव नहीं आया लेकिन एस एच जी सी काफी कम हो गया है लो ई कोटिंग करने से यू मूल्य पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है यह सिर्फ एक रिफ्लेक्टिव कोटिंग है याद करें जब हमने थर्मल इंसुलेशन के बारे में पढ़ा था हमने देखा था रेजिस्टिव इंसुलेशन यू मूल्य से मिलता है यहां हम रिफ्लेक्टिव इंसुलेशन की बात कर रहे हैं जोकि एस एच जी सी है जो कोटिंग का प्रभाव है यहां आप दक्षता को काफी ऊपर ले आए हैं एस एच जी सी 022 तक आ गया है विजिबल ट्रांसमिटेंस भी कम हुआ है लेकिन कुछ और कांच है जहां लगभग अदला बदली हुई है आप देख सकते हैं सभी के लिए यू मूल्य समान रहता है लेकिन कोटिंग पर निर्भर होने के कारण एसएचजीसी काफी बदल रहा है जिसकी वजह से विजिबल लाइट ट्रांसमिटेंस भी काफी बदल रहा है तो मुख्य चुनौतियां क्या है हां हमारे पास एक विस्तृत डाटा शीट है लगभग सभी ग्लास निर्माता आपको विस्तृत डाटा शीट देंगे जिसमें संख्याओं की एक श्रृंखला होगी ज्यादातर चीजें हो सकता है आप देखे ही ना और ना ही उन्हें मानदंड के रूप में लें दो या तीन महत्वपूर्ण मापदंड आप देखेंगे और ग्लास को चुनेंगे व्यावहारिक रूप से कौन सी चुनौतियां हैं पहली मुख्य चुनौती जो हमें इस डाटा शीट से मिलती है वह ग्लास के केंद्र का यू मूल्य है अगर आपके पास इस तरह का ग्लास है चारों तरफ फ्रेम लगा हुआ है यह आपका ग्लास है इस मामले में असल में क्या होता है जो मूल्य वह आपको देते हैं उन्होंने इस ग्लास पैनल का हॉट प्लेट उपकरण से परीक्षण किया होगा जिसके बारे में मैं बात कर रहा था तो जो यू मूल्य वे देते हैं वह एक ग्लास के केंद्र का यू मूल्य होता है किनारों के प्रभाव और फ्रेम और ग्लास के बीच की परस्पर क्रिया पर ध्यान नहीं दिया जाता है यह हल्का सा ही अंतर है इसका बड़ा प्रभाव नहीं है लेकिन फिर भी केंद्र के यू मूल्य और किनारे के यू मूल्य में अंतर तो है ही दूसरे नंबर पर फ्रेम का यू मूल्य है कल्पना करें आपके पास यूपीवीसी फ्रेम है या एलुमिनियम फ्रेम है या फिर अच्छे से इंसुलेटेड थर्मल बाधा प्रदान करने वाला एलुमिनियम फ्रेम है या आपके पास स्ट्रक्चरल फसाड प्रणाली या नॉनस्ट्रक्चरल फसाड प्रणाली है थर्मल इंसुलेशन के साथ या बिना थर्मल इंसुलेशन के साथ फ्रेम है तो यहां आपके पास बहुत ज्यादा इंसुलेटेड गलास है लेकिन आपका फ्रेम ताप रोधक नहीं है तो इस जंक्शन पर काफी ऊष्मा का लाभ या हानि होगी यह एक कमजोर कड़ी बन जाती है जिससे बाद में मुश्किलें आएंगी तीसरे नंबर पर पूरी असेंबली की यू मूल्य की गणना करना है कल्पना करिए आपने पहली दो बाधाएं पार कर ली है आपके पास पूरे गलास और फ्रेम का यू मूल्य है अब आपको पूरी असेंबली का यु मूल्य निकालना है आपने हजारों विकल्पों में से ग्लास और फ्रेम को चुना है क्या आपको लगता है कि कोई आपके लिए पूरी असेंबली की गणना करेगा नहीं लेकिन कुछ बड़ी परियोजनाओं में आपको पूरी ग्लास फ्रेम असेंबली का परीक्षण प्रयोगशाला में करना पड़ सकता है कुछ जटिल परियोजनाओं में आवश्यकता के हिसाब से इसका परीक्षण करना पड़ सकता है लेकिन कुछ परियोजनाओं में आप इसकी गणना कर सकते हैं अगर ग्लास और फ्रेम के विश्वसनीय यू मूल्य मौजूद है तब पूरी असेंबली का यू मूल्य निकालना मुमकिन है आप ध्यान रखें कि यहां हमने एलिमेंट स्तर की विशेषताओं के बारे में बात की और यहां हमने असेंबली स्तर की विशेषताओं के बारे में बात की अगली महत्वपूर्ण चीज एस एच जी सी पर शेडिंग प्रणाली का प्रभाव है आप यह कांच और यह फ्रेम अलग अलग कंपनी से खरीदेंगे और शेडिंग सिस्टम भी अलग कंपनी बेचती है यह निर्माण स्थल पर ही संकलित किया हुआ शेडिंग डिवाइस हो सकता है या फिर चिनाई किया हुआ या फिर एलुमिनियम या स्टील का शेडिंग डिवाइस जैसे लुवर या ब्लाइंडस हो सकते हैं जो भी हम स्थापित करें तो शेडिंग प्रणाली का ग्लास पर प्रभाव एक महत्वपूर्ण चीज है जिसपर ध्यान देना चाहिए इन सबके अलावा हम स्थिर अवस्था में गणना कर रहे है जब यू मूल्य या एसएचजीसी निकाले जाते हैं या फिर क्रियाशील स्थितियों में गणना कर रहे हैं सौर गतिविधि सौर विकिरण कितना विकिरण प्रसारित होता है यह सब बहुत ज्यादा क्रियाशील है और बदलता रहता है ये कुछ चुनौतियां हैं लेकिन इन सबके साथ उद्योग बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और हमारे पास लगभग मानक मूल्य उपलब्ध है अब यह आपको बेहतर तस्वीर देने के लिए कि हम किस बारे में बात कर रहे थे यह दो अलग अलग फ्रेम प्रणाली है मैं इनके विवरण में नहीं जा रहा हूं यह कौन सा फ्रेम है और इनका क्या मतलब है लेकिन इस फ्रेम के माध्यम से गर्मी स्थानांतरण इस दूसरे फ्रेम की तुलना में ज्यादा है अब अलग अलग फ्रेम का प्रभाव हमने दस अलग अलग ग्लास लिए और पांच अलग अलग फ्रेम है इसमें कितनी उर्जा की बचत हुई है ग्लास का प्रभाव बहुत ज्यादा है इन दोनों की तुलना करें बचत यहां ऊपर चली गई है लगभग 8 से 9 प्रतिशतजबकि यहां केवल 1 से 2 प्रतिशत की बचत है लेकिन हमें यहां ध्यान देना होगा कि इसी ग्लास के साथ अगर हम एक कुशल फ्रेम के साथ जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 4 की बचत मिलती है लेकिन अगर ग्लास काफी अच्छा है और अगर फ्रेम अच्छा नहीं है तो हम अनुमानित बचत से 15 से 2 कम पाएंगे तो ऊर्जा दक्षता या पूरी प्रणाली के प्रभाव में फ्रेम की महत्वपूर्ण भूमिका है आप शेडिंग डिवाइस कैसे डिजाइन करते हैं शेडिंग प्रणाली को डिजाइन करने में शामिल प्रक्रिया का एक त्वरित अवलोकन करते हैं हमने सोलर चार्ट देखे हैं आगे आने वाले सत्र में मैं आपको बताऊंगा की इसकी कुछ टूल मदद से गणना कैसे करनी है यहां आपके पास सोलर चार्ट है और सूर्य पथ आरेख है यह बैंगलोर के लिए है खिड़की का माप 2400x1200 मिमी है और यह दक्षिण की तरफ उन्मुख है आपको इसमें पतली ग्रे रंग की रेखाएं दिख रही है और यहां पर आने से यह गहरी हो जाती है यह 21 दिसंबर अर्थात विंटर सोल्स्टिस के समय पर है कल्पना करें यहां एक खिड़की स्थित है यहां एक छायांकन प्रणाली है साधारण 450 मिमी मोटा क्षैतिज छायांकन साधन है यह यहां छाया प्रदान करेगा कुछ समय बाद छाया नहीं मिलेगी जब सूर्य यहां पर होगा तब आपको छाया मिलेगी तो यह आपको एक अनुमान दे देता है मैं इसके बारे में और विस्तार से दिखाऊंगा यह पश्चिम मुखी दीवार के लिए हैं वैसी ही खिड़की पश्चिम मुखी दीवार पर स्थित है इसको बारीकी से देखिए यह घने बादलों वाला आसमान है यह शेडिंग की मात्रा है या प्रतिशत में शेडिंग की दक्षता है दक्षिण मुखी दीवार पर 450 मिमी मोटे शेडिंग यंत्र में 40 प्रतिशत शेडिंग है लेकिन पश्चिम मुखी दीवार में लगभग ना के बराबर शेडिंग मिलती है यहां क्षैतिज छायांकन प्रणाली कारगार नहीं है हम इसको और विस्तार से देखेंगे शेडिंग की गणना का पारंपरिक तरीका सूर्य पथ आरेख पर छाया कोण चांदा उपयोग करना है आपके पास अरीय रेखाएं होती हैं जो केंद्र में 0 से चिन्हित है और 90 से 90 जाती है फिर आपके पास आर्च आकार की रेखाएं हैं यहां ये एल्टीट्यूड कोण से मिलती है और यहां ये 90 और 90 को मिलती हैं फिर आप इसमें मौसम अवधि चिन्हित करते हैं जिसमें आपको छायांकन चाहिए आप इसे एक के ऊपर एक रख देते हैं मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाऊंगा यह कैसे करते हैं लेकिन उससे पहले कुछ कोण महत्वपूर्ण है हमें याद करने की जरूरत है यह एजीमुथ है यह 2 डी में 3 डी सूर्य गतिविधि के त्रिकोणमितीय प्रक्षेपण की तरह है यह आपको एजीमुथ कोण देता है उत्तर या दक्षिण से सूरज किस तरफ स्थित है और एल्टीट्यूड कोण आपको क्षितिज के सापेक्ष में बताता है कि सूर्य किस कोण पर है शेडिंग सिस्टम की आवश्यकता जलवायु किसी स्थान के अक्षांश देशांतर फसाड के उन्मुखीकरण के संबंध में और विशिष्ट शेडिंग आवश्यकताओं के साथ भिन्न होती है एल्टीट्यूड और एजीमुथ कोण के अलावा हमारे पास और मापदंड है पहला दीवार या सतह का एजीमुथ कोण अर्थात दीवार किस उन्मुखीकरण की तरफ झुकी हुई है यह उत्तर या दक्षिण से संदर्भित किया जा सकता है उसके बाद आपके पास हॉरिजॉन्टल शैडो एंगल वर्टिकल शैडो एंगल होते है हम इन दोनों को अधिक विस्तार से देखेंगे हॉरिजॉन्टल शैडो एंगल सूर्य की स्थिति के एजीमुथ कोण और दीवार के एजीमुथ कोण के अंतर के बराबर होता है दीवार की सतह के उन्मुखीकरण का यह प्रभावी रूप से ध्यान रखता है तो यह अंतर आपको हॉरिजॉन्टल शैडो एंगल देता है तो इसको कैसे समझा जाए अगर यह खींची हुई रेखा है तो अब यह आपको बताता है कि कितने प्रोजेक्शन की जरूरत है तो जितना कम हॉरिजॉन्टल शैडो एंगल होगा यह रेखा अभिसरित होती है और शेडिंग के लिए यह आगे निकला हुआ हिस्सा और दूर चला जाता है यह वर्टिकल शेडिंग सिस्टम है इसकी प्रभावशीलता हॉरिजॉन्टल शैडो एंगल द्वारा दी जाती है यह दक्षिण की ओर मुख वाली सतह है सूर्य इस तरफ से इस तरफ चलता है अगर यह वर्टिकल शेडिंग सिस्टम बड़ा होता है तो कट ऑफ की अवधि बढ़ जाती है उदाहरण के लिए सुबह 800 बजे से लेकर शाम के 600 बजे तक आपको कट ऑफ चाहिएतो इस निकले हुए भाग की गहराई या वर्टिकल शेडिंग डिवाइस और गहरा होगा यह प्लान व्यू है तो कटऑफ ज्यादा होगा उसी तरह से दोपहर के समय के लिए वैकल्पिक रूप से अगर आपको कटऑफ सुबह 1000 बजे से शाम के 300 बजे तक चाहिए तो यह थोड़ा छोटा हो सकता है और अगर आपकी जगह का अक्षांश ऐसा है कि आपको ज्यादा देर तक दक्षिण का सूरज नहीं मिलता है तो आप इसको और कम कर सकते हैं अगर सूर्य इस तरह से जा रहा है तो आपको गहरी वर्टिकल छायांकन प्रणाली की जरूरत नहीं होगी यह हॉरिजॉन्टल शैडो एंगल के हिसाब से है HSAθsolar azimuthα wall azimuthω यह सोलर एजीमुथ ऋण दीवार एजीमुथ के बराबर होता है HSAθsolar azimuthα wall azimuthω एक बार आपके पास यह नंबर हॉरिजॉन्टल शैडो एंगल आ जाता है उसके बाद आप Pv अर्थात प्रोजेक्शन की गहराई निकाल सकते हैं जिसके लिए आपको खिड़की का परिमाप चाहिए होगा अधिकांश मामलों में आपके पास खिड़की का परिमाप होगा तो आपको इस समीकरण में बाएं हाथ का हिस्सा पता चल जाएगा HSTPvtanθ तो मुझे खिड़की की चौड़ाई पता है कल्पना करते हैं मेरे पास 2 मीटर लंबी खिड़की है तब मुझे सिर्फ यह नहीं पता कि कितने प्रोजेक्शन की जरूरत होगी इसको पता करने के लिएआप इसको समीकरण के दूसरी ओर ले जाएंगे और यह Pv खिड़की की चौड़ाई भाग टैन हॉरिजॉन्टल शैडो एंगल के बराबर हो जाएगा तो हॉरिजॉन्टल शैडो एंगल भाजक बन जाता है जितना कम यह होगा उतनी ही गहरी छायांकन प्रणाली लगानी पड़ेगी अगला वर्टिकल शैडो एंगल है यह पहले वाले का उल्टा है यह लगभग एल्टीट्यूड और कटऑफ का अनुपात है सूर्य का एल्टीट्यूड एंगल जितना कम होगा उतना ज्यादा सोलर इंसीडेंस मिलेगा तो वर्टिकल शैडो एंगल उस हिसाब से बदलेगा वर्टिकल शैडो एंगल क्षैतिज समतल और कटऑफ की सीमा के बीच लिया जाता है यह एल्टीट्यूड एंगल के बराबर हो सकता है अगर आपको पूरे दिन सूरज की रोशनी नहीं चाहिए अगर आपको इस विशेष दिन पर सूर्य नहीं चाहिए तो आप का छायांकन इतना गहरा होना चाहिए उदाहरण के लिए आपके पास दक्षिण की ओर मुख वाली खिड़की है और अक्टूबर के महीने में सूरज यहां पर है तो आपको कटऑफ चाहिए तो इस तरह से आपने शेडिंग प्रणाली लगा दी है यह अक्टूबर है दिसंबर में सूर्य यहां पर होगा हो सकता है आप दिसंबर में सूर्य को रोकना ना चाहे आप अपना शेडिंग सिस्टम यहां तक रख सकते हैं फिर आपको दिसंबर में सूरज की रोशनी मिलेगी लेकिन अगर आपको दिसंबर में भी सूरज नहीं चाहिए तो आप को और गहरी शेडिंग प्रणाली का उपयोग करना होगा जैसे जैसे वर्टिकल शैडो एंगल नीचे आता है छायांकन की गहराई बढ़ती है जैसा हमने पिछले उदाहरण में देखा उसी तरह से अगर आपको खिड़की की ऊंचाई पता है और आप को शेडिंग के लिए छज्जे की गहराई पता करनी है आपको वर्टिकल शैडो एंगल पता होगा एक बार आपको वर्टिकल शैडो एंगल पता लग जाए आप कट ऑफ निकाल सकते हैं और पता कर सकते हैं कितनी चौड़ाई की जरूरत है या अगर आपको चौड़ाई पता है तो आप इसका शैडो थ्रो मतलब यह फेनेस्ट्रेशन पर कितनी छाया देगा निकाल सकते हैं VSTPhtanε इसके अलावा एक छोटा कदम जो शेडिंग की गणना में काम आता है अगर आप उचित हॉरिजॉन्टल ट्रेडिंग सिस्टम प्रदान करते हैं सूर्य इस तरफ से इस तरफ चल रहा है तो आप को बगल की सतह से सूर्य की रौशनी मिलेगी इसको कटऑफ करने के लिए आपको एक आपको छोटे छज्जे की जरूरत पड़ेगी यहां एक सूत्र है छज्जे की गहराई AA' मैंने आपको यहां लाल रंग से दिखाई है यह आपको हॉरिजॉन्टल शेडिंग की चौड़ाई टैन हॉरिजॉन्टल शैडो एंगल से मिलेगी AAwidth of horizontal shading×tan यह आपको बताएगा कितने एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन की जरूरत है अगर आपके पास इतनी लंबी खिड़की है तो क्या मुझे छज्जे को यहीं रोक देना चाहिए या आगे बढ़ाना चाहिए और कितना आगे बढ़ाना चाहिए यह इस समीकरण द्वारा दी जाती है कैसे हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं पहला है कट ऑफ तारीख निर्धारित करना सोलर चार्ट लेकर उसमें से निर्धारित करते हैं कि कौन सी तारीख से हमें सूरज की रोशनी को हटाना है और हम यह भी पता करते हैं कि हमें पूरे सौर घंटों के लिए छायांकन चाहिए या सिर्फ कुछ चंद घंटों के लिए कहते हैं आपको सुबह 900 से 130 या शाम 400 बजे तक या हमारे काम को आसान करने के लिए सुबह 900 से शाम 400 बजे तक हमें एक विशेष दिन से दूसरे विशेष दिन तक कट ऑफ चाहिए उसके बाद हम एजीमुथ और एल्टीट्यूड कोण की गणना करते हैं और फिर शैडो एंगल और शेडिंग सिस्टम की गहराई और चौड़ाई का अनुमान लगाते हैं ग्राफिकली दिखाने के लिएपहला कदम है सुबह 900 बजे से शाम के 400 बजे तक यह दक्षिण की ओर मुख वाली दीवार है मैं लगभग पूरे साल 21 दिसंबर विंटर सोल्स्टिस तक सूरज की रोशनी को रोकना चाहता हूं मैंने दिल्ली को स्थान के रूप में चुना है तो मुझे 21 दिसंबर पर इन तीन बिंदु 1 2 और 3 पर गणना करनी है एजीमुथ और एल्टीट्यूड कोण पहले से पता है यह 900 बजे सूर्य की स्थिति है और यह शाम 400 बजे सूर्य की स्थिति है उसी तरह से एजीमुथ और एल्टीट्यूड कोण निकाले जाते हैं फिर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शैडो एंगल पता करते हैं एक बार जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शैडो एंगल पता लग जाते हैं और आपको खिड़की की ऊंचाई और चौड़ाई पता है तो मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रोजेक्शन की गणना कर सकता हूं तो यह गणना करने का परंपरागत तरीका है दूसरा तरीका कंप्यूटेशनल टूल्स का इस्तेमाल करना है आगे आने वाले सत्रों में मैं इनका प्रदर्शन करूंगा अगर आप एक संहिता ले जैसे एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड जो आमतौर पर आजकल उपयोग होती है यह आपको बहुत ही आसान और सरल तरीका देती है इससे आप शेडिंग प्रोजेक्शन का किसी दी हुई जगह पर शेडिंग प्रोजेक्शन का सटीक अनुमान नहीं कर पाएंगे लेकिन कुल मिलाकर यह आपको दो स्थितियां देता है पहला उत्तरी अक्षांश 15 डिग्री या उससे ज्यादा और दूसरा 15 डिग्री या उससे कम के लिए है तो ये दो विशेष मामले दिए हुए हैं और चार दिशाओं को संबोधित किया गया है उत्तर पूरब या पश्चिम और दक्षिण पहले यह आपको प्रोजेक्शन फैक्टर की गणना के लिए बोलता है जो इस चौड़ाई बटे लंबाई का अनुपात है कितनी लंबी आपकी खिड़की है और उसमें यह छोटी चीनी हुई दीवार जुड़ती है और यह विशेष गहराई इस चीज को आमतौर पर आप निकाला चाहेंगे तो सूत्र उल्टा हो जाएगा फिर अगर आपको प्रोजेक्शन फैक्टर पता चल जाता है तो आप उसका यहां स्थानापन्न कर सकते हैं फिर अलग अलग प्रोजेक्शन फैक्टर्स के लिए हमारे पास M फैक्टर होता है जो शेडिंग गणना के लिए काम आता है तो जब एक बार आप को प्रोजेक्शन फैक्टर मिल जाता है आप संहिता की मदद से एम फैक्टर पता कर लेते हैं अगर आप इसका स्थानापन्न करेंगे तो आपको शेडिंग गहराई की वांछित मात्रा मिल जाएगी आगे आने वाले सत्र में मैं एक सॉफ्टवेयर का प्रदर्शन करूंगा जिसकी मदद से आप शेडिंग निर्धारित कर पाएंगे और इस प्रोजेक्शन फैक्टर के इस्तेमाल के 2 3 उदाहरण भी दिखाऊंगा तो हमने ग्लेजिंग की तापीय विशेषताओं को देखा हमने देखा कि ग्लास फ्रेम और एसेंबली में से क्या महत्वपूर्ण है फिर हमने शेडिंग सिस्टम को देखा कौन से कोण शामिल है और हम कैसे शेडिंग की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गहराई का अनुमान लगाते हैं और उन्हें कैसे डिजाइन करते हैं Thank you धन्यवाद